डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए यह पांच मॉड्यूल की श्रृंखला में दूसरा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमने पहले से ही अच्छे रिलेशनल से परिचित कराया है इसलिए हम इस पर और विकास करेंगे कि यह देखने के लिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसीस के सिद्धांत को और अधिक औपचारिक रूप से पेश करेंगे इसलिए इस पर हम चर्चा करते हैं इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी पहली चीज है जिसे हम देखते हैं रिलेशन्स में कहा जाता है इसलिए यदि हम पिछली बार देखे गए संयुक्त रिलेशन्स है तो यह BCNF में नहीं है इसलिए यदि एक रिलेशनल में होगा तो आइए एक उदाहरण देखें इसलिए यदि α department है β है तो हमारे पास है department name → building budget तो α → β और हम पहले ही देख चुके हैं कि यह धारण नहीं करता है यह inst dept द्वारा संतुष्ट नहीं है तो आप इसे α U β से बदल देते हैं तो α U β रिलेशनल करते हैं स्वाभाविक रूप से यदि यह β और α है तो β α आवश्यक building budget है क्योंकि यदि department β में नहीं होता है इसलिए यह सेट है इसलिए मैं देख सकता हूं कि मूल संयुक्त संबंध स्कीमा में परिवर्तित करने का एक मूल दृष्टिकोण है अब सवाल यह है कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं तो यह एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है इसलिए हम कह रहे हैं कि हम डिकम्पोज है क्योंकि मैं वास्तव में प्रभावी रूप से गणना कर सकता हूं यह डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के रूप में जाना जाता है और हम बाद में उन पर गौर करेंगे एक थर्ड नार्मल फॉर्म BCNF में है तो यह आवश्यक रूप से 3NF में है लेकिन रिवर्स नहीं कुछ स्कीमा में आराम की अवधारणा प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इस नॉर्मलिज़शन को बनाए रखना चाहिए इसलिए हम इसे आगे लक्षित करेंगे इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जल्दी से मूल्यांकन करना चाहिए जैसे हमने BCNF को देखा है तो वास्तव में BCNF कितना अच्छा है इसलिए अगर मेरे पास BCNF में कुछ है तो मुझे वास्तव में हमेशा बहुत खुश होना चाहिए तो आइए हम एक रिलेशनल और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति से संबंधित जानकारी है instructor के पास एक से अधिक फोन हो सकते हैं और कई बच्चे हो सकते हैं तो यह एक संभावित उदाहरण है जिसे आप देख सकते हैं कि ये सभी एक ही instructor के हैं उसके पास स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं और यह यहाँ है तो यह यहाँ है और यह यहाँ है तो दो अलग अलग फोन नंबर हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पास चार संभावित संयोजन हैं जिन्हें आपको देखने की आवश्यकता है इसलिए अब इस संबंध में कोई गैर तुच्छ फंक्शनल डिपेंडेंसी है कई बार प्रवेश किया तो इसका परिणाम इंसर्शन अनोमली जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि instructor के दो बच्चे भी हैं यदि instructor और तीन बच्चों को तीन जोड़ना होगा और जब तक यह हमेशा बनाए रखा जाता है तो हमें कठिनाई होगी इसलिए अतिरेक के परिणाम में विसंगति कर सकते हैं तो BCNF जरूरी नहीं कि आप अच्छे डिजाइन हैं जिनका उपयोग BCNF में सुधार के लिए किया जा सकता है अब हमें औपचारिक रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम डेकमपोस के बारे में अधिक समझने की आवश्यकता है इसलिए अब हम उन पर थोड़ा औपचारिक सिद्धांत पर विचार करेंगे और फिर एल्गोरिदम भी बनाएंगे तो बस जल्दी से पुनरावृत्ति करने के लिए हमने पहले से ही एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के इस समापन की गणना कैसे करूं इसलिए ऐसा करने के लिए हम आर्मस्ट्रांग का समूह है

फिर γ α → γ β जो देखने में बहुत आसान है क्योंकि α → β का मतलब है कि α पर मेल करने वाले दो ट्यूपल है जिसे हमने पहले भी देखा था अगर α → β और β → γ तो जाहिर है α → γ इसलिए ये मूलभूत नियम हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो सभी पकड़ में हो सकती हैं अंततः उत्पन्न हो जाएंगी तो यह एक बहुत ही मजबूत परिणाम है और यही निम्न उदाहरण को कहते हैं इसलिए जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसीस होने में जो होना चाहिए इसी तरह हम देख सकते हैं कि A→C अब यदि हम इसे G के साथ संवर्धित करते हैं तो G को दोनों तरफ रखा जाता है तो AG → CG और हम जानते हैं कि CG → I इसलिए यदि हम इन दोनों को ट्रांज़िटिविटी के स्वयंसिद्ध के विभिन्न अनुप्रयोगों किसी भी कई अलग अलग तरीकों से तीन नियमों से अनुमान लगा सकते हैं इसलिए क्लोजर को समाप्त कर देगा फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी है हम यह भी देख सकते हैं कि आर्मस्ट्रांग स्पष्ट रूप से पकड़ लेगी यह साबित करने के लिए तुच्छ है यदि α → β γ तो α → β धारण और α → γ धारण करता है इसे डिकम्पोजिशन के संदर्भ में संयोजित करता हूं तो मुझे α γ → δ मिलता है इसलिए इसे सूडो ट्रांज़िटिविटी हो सकें इसलिए ऐट्रिब्यूट्स का समूह α का सदस्य है तो निम्न सरल एल्गोरिथ्म द्वारा संयुक्त है तो मुझे पता है α→γ यदि फ़ंक्शन α → γ है तो इसे परिणाम में प्राप्त करना चाहिए और यह वही है जो कथन कह रहा है कि परिणाम लें और α जोड़ें ऐट्रिब्यूट्स कर दिया गया है अब यह क्लोजर पर आधारित है इसलिए हम AG की ऐट्रिब्यूट्स होना चाहिए क्योंकि AG →ABCGHI तो AG होने का क्या अर्थ है तो अगर इस का अर्थ AG→ ABCGHI ठीक है इसलिए हम देखेंगे कि इस क्लोजर में बहुत मूल्यवान जानकारी है तो हम कह सकते हैं कि AG एक उम्मीदवार कुंजी है या नहीं हमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह AG से कुछ सदस्य को छोड़ना है हम G को छोड़ते हैं और जांचते हैं कि क्या A → R का मतलब है कि हम जांचते हैं कि A R है या नहीं हम जाँचते हैं कि हम A को AG से गिराते हैं और जाँचते हैं कि G → R जिसका अर्थ G R है और उसके द्वारा हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं कि ऐट्रिब्यूट्स है या नहीं तो कई तरीके हैं ऐट्रिब्यूट है यदि यह है तो निश्चित रूप से रखती है अगर यह नहीं है तो यह पकड़ नहीं है तो यह सरल और उपयोगी परीक्षण है जिसका उपयोग किया जा सकता है तो इसका उपयोग F के क्लोजर वे इस क्लोजर के साथ काम करती है